पहले से ही आप पिछले व्याख्यान में इस तस्वीर से परिचित हैं हमने इसे दिखाया है मैं बटन के कुछ कार्यों का भी वर्णन करता हूं अब हमें माइक्रोवेव के घटकों पर परीक्षण करने की आवश्यकता क्यों है जिसका उपयोग अक्सर माइक्रोवेव आवृत्तियों के निर्माण के घटकों रूप में किया जाता है अब हमें फिल्टर जैसे विनिर्देशों को सत्यापित करने की आवश्यकता है हमें यह देखने की जरूरत है कि यह एम्पलीफायर से कितना हार्मोनिक्स निकाल रहा है चाहे स्थानीय एम्पलीफायर की शक्ति पर्याप्त है या नहीं क्या मिक्सर विभिन्न संकेतों को ठीक से खारिज कर रहा है यह भी मान लीजिए कि हम एक एंटीना को शक्ति दे रहे हैं अब हमें अच्छे प्रतिबाधा मिलान को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि क्या हम एंटीना को जो भी बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं क्या एंटीना विकिरण कर रहा है आप देखते हैं कि यदि हमारा कोई खराब मिलान है तो मान लीजिए कि बाईं ओर का एंटीना का ठीक से मिलान नहीं हुआ है और आप देखते हैं कि 150 वाट की विकीर्ण शक्ति व्यर्थ हो जाती है क्या दाईं ओर आप उसी चीज को देखते हैं जो 150 वाट का विकिरण कर रहा था अब उचित मिलान के साथ 1500 वाट विकीर्ण हो रहा है तो संकेत लगभग तीन गुना अधिक प्राप्त होता है इसका मतलब है कि यदि पहले यह 40 किलोमीटर था तो अब आप 120 किलोमीटर जा सकते हैं इसलिए रेडियो स्टेशन को अधिकतम विकिरणित शक्ति प्राप्त करने के लिए एंटीना और आरएफ एम्पलीफायर के बीच अच्छा मिलान बेहद महत्वपूर्ण है अब किस प्रकार के उपकरणों का परीक्षण किया जाता है आप देखते हैं कि निष्क्रिय सक्रिय विभिन्न प्रकार के उपकरणों की एक बड़ी सूची है एकीकरण के विभिन्न स्तर आप देखते हैं कि ट्रांजिस्टर VCO के टी आर मॉड्यूल टी आर मॉड्यूल रडार में उपयोग किए जाते हैं वे रडार या उच्च शक्ति वाले उपकरण हैं उपग्रह भी इनका उपयोग करते हैं क्षीणकारी डाइलेक्ट्रिक्स में भी कई चीजों का परीक्षण किया जाता है अब अधिक काम्प्लेक्स प्रणालियों में उपयोग किए जाने वाले घटकों और सर्किट के विद्युत प्रदर्शन का नेटवर्क विश्लेषण क्या है माइक्रोवेव प्रणाली में सदिश नेटवर्क विश्लेषण क्या है हम संकेत का हस्तांतरण चाहते हैं हम इसे न्यूनतम विरूपण अधिकतम दक्षता के साथ करना चाहते हैं अब इसके लिए कि क्या न्यूनतम विरूपण और अधिकतम दक्षता मिलेगी इसके लिए हम माप करना चाहते हैं और उस माप में आयाम और चरण प्रतिक्रिया दोनों शामिल हैं या तो हम आवृत्ति को स्वीप कर सकते हैं अर्थात हम आयाम और चरण आवृत्ति प्रतिक्रिया दे सकते हैं या हम इसमें स्वीप कर सकते हैं शक्ति जिसका अर्थ है आयाम और चरण शक्ति प्रतिक्रिया जिसे रैखिकता विशेषता भी कहा जाता है क्योंकि कुछ समय बाद यदि मैं शक्ति को बढ़ाता हूं तो उपकरण गैर रैखिक हो जाता है तो यह परीक्षण भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे मुझे यह पता चल जाएगा कि क्या मैं संकेत में किसी भी विकृति के बिना प्रसारण कर पाऊंगा या नहीं संकेत की गुणवत्ता को ध्यान में रखा जाना चाहिए हम सभी जानते हैं कि रैखिक नेटवर्क के लिए विरूपण रहित संचरण का मानदंड क्या है कि लिए मेरी आयाम प्रतिक्रिया का बैंड समतल होना चाहिए यह बाईं ओर ग्राफ हमारे काम के बैंड में समतल प्रक्रिया है इसी तरह हमारी काम के बैंड में चरण प्रतिक्रिया भी रैखिक होना चाहिए यदि यह वहाँ है तो वह रैखिक नेटवर्क विरूपण रहित संचरण दे रहा है अब सदिश माप क्या है जो किसी नेटवर्क के आयाम और प्रतिक्रिया दोनों को मापता है सदिश माप कहलाता है नेटवर्क विश्लेषक उपलब्ध हैं जो अचर हैं जिन्हें अचर नेटवर्क विश्लेषक कहा जाता है वे चरण प्रतिक्रिया को मापते नहीं हैं वे केवल आयाम प्रतिक्रिया को मापते हैं अब आप देखते हैं कि परिमाण और चरण दोनों माप एस मापदंडों की तरह आवश्यक हैं वे मूल रूप से काम्प्लेक्स मात्रा हैं तो आपको उनके लिए आयाम और चरण दोनों को मापने की आवश्यकता है हमने देखा है कि एसी सर्किट में प्रतिबाधा एक काम्प्लेक्स मात्रा है इसलिए हमें प्रतिबाधा आयाम के साथ साथ चरण को मापने की आवश्यकता है अन्यथा आपको प्रतिक्रियाशील प्रतिबाधा का विचार नहीं मिलेगा तब उपकरण मॉडलिंग हम जानते हैं कि आपके पास आर एल सी वगैरह हैं इसलिए समय डोमेन में काम्प्लेक्स मूल्यों की आवश्यकता होती है यदि मैं किसी भी चीज को चिह्नित करना चाहता हूं तो मुझे फोरिअर ट्रांसफॉर्म या उल्टे फोरिअर ट्रांसफॉर्म को पूरा करना होगा अब फोरिअर ट्रांसफॉर्म और उलटा फोरिअर ट्रांसफॉर्म भी एक काम्प्लेक्स क्रिया है क्योंकि फोरिअर गुणांक यदि वे काम्प्लेक्स संख्या हल में नहीं किए जाते हैं तो समस्या है इसी तरह सदिश सटीकता वृद्धि भी एक सदिश क्रिया है अब यह नेटवर्क विश्लेषक यह माइक्रोवेव बेंच था हमने प्रतिबाधा माप समय में माइक्रोवेव बेंचों को देखा है मूल रूप से वे खड़ी तरंग नेटवर्क विश्लेषक पर काम करते हैं वे खड़ी तरंग सिद्धांत पर काम नहीं करते हैं वे अलग आयातित परावर्तित और संचरित तरंग को अलग कर सकते हैं तो उपाय आयातित परावर्तित और संचरित तरंग को अलग करना है और यह नेटवर्क विश्लेषक की सुंदरता है जो छिद्रित रेखा की आयातित परावर्तित और संचरित तरंग को अलग करने की क्षमता नहीं है यही वजह है कि उन्हें उस वीएसडब्ल्यूआर खड़ी तरंग सिद्धांत पर निर्भर रहना पड़ा लेकिन नेटवर्क विश्लेषक एक बार जब यह आयातित परावर्तित और संचरित तरंगों को अलग कर सकता है तो उन सभी खड़ी तरंग सिद्धांत को अंजाम देने की आवश्यकता नहीं है जो नेटवर्क विश्लेषक द्वारा किए गए सरल मापों की तुलना में थोड़ा काम्प्लेक्स हैं तो अब यह परावर्तन सिद्धांत है तो यह एक आयातित लहर है कुछ परावर्तित चीज आती है कुछ शक्ति संचारित होती है तो परावर्तन को हम परावर्तित बटा आयातित A R से परिभाषित कर सकते हैं जो उस समय बीएसडब्ल्यूआर था हमने देखा है कि परावर्तन गुणांक और वीएसडब्ल्यूआर वहाँ काफी संबंधित है एस मापदंड S 11 S 22 परावर्तन गुणांक गामा Γ वोल्टेज परावर्तन गुणांक शक्ति परावर्तन गुणांक वापसी नुकसान प्रतिबाधा प्रवेश समान रूप से संचरण B R है जो लाभ या हानि द्वारा दिया जाता है या एस मापदंड प्रसारण गुणांक द्वारा टी सम्मिलन चरण समूह देरी वगैरह तो ये विभिन्न मापदंड हैं जिनका उपयोग तरंगों और माइक्रोवेव में तरंगों के परावर्तन या संचरण को चिह्नित करने के लिए किया जाता है अचर लक्षण वर्णन का अचर उदाहरण वापसी नुकसान है VSWR यह एक अचर मात्रा है यह अचर मात्रा है तो सदिश लक्षण का उदाहरण प्रतिबाधा है क्योंकि प्रतिबाधा एक काम्प्लेक्स मात्रा है परावर्तन गुणांक यह एक काम्प्लेक्स मात्रा है जो परिमाण और चरण दोनों है वापसी की नुकसान परिभाषा है डेफिनिशन 20 लॉग आरएचओ प्रसारण गुणांक सम्मिलन हानि लाभ ये संचरण के लक्षण हैं यह 8510 नेटवर्क विश्लेषक का एक आर्किटेक्चर है अस्सी के दशक के शुरुआती दिनों में हूलेट पैकर्ड कंपनी द्वारा आविष्कार किया गया एक बहुत ही लोकप्रिय नेटवर्क विश्लेषक 8510c बहुत सफल नेटवर्क विश्लेषक था यह बॉक्स था यह नियंत्रक था यह एक परीक्षण था यह एक DUT है इसका एक स्रोत है तो HPIB और बसों के साथ पेंटियम पी सी थे अब मूल रूप से नेटवर्क विश्लेषक द्वारा एस मापदंडों को कैसे मापा जाता है नेटवर्क विश्लेषक का अपना स्रोत है यह एक स्रोत देता है तो यह स्वयं परीक्षण संकेत देता है और नेटवर्क की प्रतिक्रिया देखता है कि यह एस मापदंड के संदर्भ में नेटवर्क की विशेषता को प्रभावित करता है इसमें संकेत भिन्नता उपकरण भी हैं मैंने कहा कि इसके कुछ दिशात्मक युग्मक हैं जिनके द्वारा यह उन सिग्नलों को अलग कर सकता है फिर इसमें संकेत प्राप्तकर्ता के लिए कई प्राप्तकर्ता होते हैं और इसमें प्रोसेसिंग सर्किट्री होती है जो प्रदर्शित है यह नेटवर्क विश्लेषक आर्किटेक्चर है जो स्रोत है वह आयातित वस्तु का उत्पादन कर रहा है फिर चीज दी गई है DUT वह नेटवर्क है जिसे आप परीक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं तो यह परावर्तित हो रहा है अब यह इन आयातित और परावर्तित को अलग कर सकता है और परावर्तित करता है जैसा कि आप यहां देखते हैं तो यह दो भागों की आयातित और परावर्तित होती है और फिर यह संचरित का भी एक नमूना लेती है तो इन 3 को 2 विभिन्न 3 या 4 नंबर डिटेक्टर दिए गए हैं यह प्रक्रिया करता है और प्रदर्शित करता है अब नेटवर्क विश्लेषक के स्रोत या तो चरण लॉक्ड VCO है वोल्टेज नियंत्रण ऑक्सीलेटर oscillator या एक संश्लेषित स्रोत है संश्लेषित स्रोत का मतलब एक विशेष आवृत्ति पर स्रोत से होता है फिर उस विभिन्न को 2 से 2 वगैरह में विभाजित किया जाता है इसलिए कि स्रोत की एक विशेष सीमा थी जिससे यह कुछ अन्य श्रेणियों को संश्लेषित करता है तो स्रोत एक ब्रॉडबैंड स्रोत बन जाता है और बहुत सारी आवृत्ति देता है आयातित संकेत के एक हिस्से का संकेत पृथक्करण हार्डवेयर माप तब यह एक संदर्भ लेता है और यह एक अनुपात माप बनाता है अब यदि आप किसी भी माप का अनुपात बनाते हैं तो आपकी त्रुटि संकेत पृथक्करण उपकरण के लिए कम हो जाती है मैंने पहले भी दिशात्मक युग्मक के साथ कहा था कि आपके पास शक्ति विभाजन भी हो सकते हैं लेकिन इसमें उच्च सम्मिलन हानि है दिशात्मक युग्मक एक बहुत अच्छा है इसमें संकीर्ण बैंडविड्थ कम है दिशात्मक पुलों का भी उपयोग किया जाता है लेकिन दिशात्मक युग्मक संकेत पृथक्करण के लिए लोकप्रिय उपकरण में से एक है फिर यह प्राप्तकर्ता डायोड प्राप्तकर्ता या ट्यून प्राप्तकर्ता का उपयोग करता है अब औसत संकेत को नमूनों की औसत संख्या के एन बार के लिए नमूना लिया जाता है आमतौर पर n 1024 VNA नमूनों के बराबर होता है इसलिए औसत शोर के किसी भी यादृच्छिक संकेत में सुधार करता है यदि आप इसे जोड़ने पर जाते हैं तो इसके अलावा यह आपको संकेत के उपकरण की तरह कुछ औसत भी देगा अब शोर का औसत 0 है इसलिए माप की अधिक संख्या आपको औसत रूप से आपके एसएनआर में सुधार करेगी अब आप देखते हैं कि नेटवर्क विश्लेषक परिमाण त्रुटि आमतौर पर 01 db से कम है चरण त्रुटि 06 डिग्री से कम है इसमें विभिन्न मापों में कुछ त्रुटियां हैं कोई भी उपकरण सही नहीं है इसमें कुछ व्यवस्थित त्रुटियां हैं कुछ यादृच्छिक त्रुटियां हैं कुछ बहाव की त्रुटियां हैं व्यवस्थित त्रुटियों का मतलब है कि मैं कह रहा हूं कि इसे परिभाषित किया जाना चाहिए मैं एक सही प्रतिबाधा मिलान चाहता हूं लेकिन वास्तव में मुझे प्रतिबाधा मिलान नहीं मिल सकता है पोर्ट पर टर्मिनल को परिभाषित किया जाना चाहिए वास्तविक वास्तविकता में पोर्ट को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है तो ये सभी व्यवस्थित त्रुटियां हैं जिनका अर्थ है विभिन्न मान्यताओं में त्रुटियां जो हमने बनाईं और कार्यान्वित करते समय हमने जो धारणाएं नहीं रखीं उन्हें व्यवस्थित त्रुटियां कहा जाता है यादृच्छिक त्रुटियों को हम कह नहीं सकते हैं शोर वगैरह वे कुछ समय बाद प्रदर्शन त्रुटियों और बहाव त्रुटियों को देते हैं इसलिए मान लीजिए कि अगर मैं अधिक समय तक काम करने वाला हूं तो मेरा प्रदर्शन नीचा हो जाएगा इसी तरह उपकरण यदि वे लंबे समय तक काम करते हैं तो उनकी विश्वसनीयता में गिरावट आती है जिसे बहाव त्रुटियां कहा जाता है तो नेटवर्क विश्लेषक एक अंशांकन करता है अंशांकन क्या है अंशांकन के तीन भाग होते हैं उन व्यवस्थित त्रुटियों को दूर करने के लिए अंश अंशांकन के लिए हमें पहले ज्ञात मानक भार या समाप्ति के साथ माप करने की आवश्यकता होती है उदाहरण के लिए आप एक शॉर्ट और परावर्तन गुणांक माप सकते हैं आपको एक शॉर्ट के लिए परावर्तन गुणांक 1 पता होना चाहिए लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको माइनस 1 नहीं मिल सकता है आपको 135 डिग्री माइनस 1 मिल सकता है जिसका मतलब है 120 डिग्री लेकिन आपको मिलता है तो फिर आप जानते हैं कि आपका वास्तविक शॉर्ट लागू नहीं है तो जो भी आप एक शॉर्ट के रूप में सोच रहे हैं यह एक वास्तविक शॉर्ट नहीं है मूल रूप से शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि यह एक मोटी धातु होना चाहिए इसलिए वहां जाने वाली कोई भी चीज पूरी तरह से परावर्तित होने वाली किसी भी लहर को पूरी तरह से परावर्तित करती है अब अगर आपके पास एक पतली धातु की प्लेट है जो भी परावर्तित करेगी वह पूर्ण परावर्तन के साथ नहीं हो सकती है तो यह आपके पास एक व्यवस्थित त्रुटि का एक उदाहरण है यदि आपके पास ओपन है तो परावर्तन गुणांक 1 होना चाहिए लेकिन आपके पास एक ओपन हो सकता है जो नहीं दे रहा है यह एक तीस डिग्री दे सकता है इसलिए जब आप कर सकते हैं तो इन मानक मापों को ज्ञात मानक समाप्ति के साथ करते हैं आप इस तरह की माप में त्रुटियों को देखने से व्यवस्थित त्रुटियों का अनुमान लगा सकते हैं और फिर आप अपने माप में उन व्यवस्थित त्रुटियों के लिए सही कर सकते हैं जिसका मतलब है कि अब आप वास्तविक माप लेंगे याद रखें कि ये त्रुटियां हैं तो आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं इस पूरी प्रक्रिया को अंशांकन नेटवर्क कहा जाता है विश्लेषक इस अंशांकन को करता है यदि आपको याद है कि आपके ऑस्किलोस्कोप वहाँ भी एक अंशांकन था जो मान लें कि ऑस्किलोस्कोप कुछ मापता है तो आप कैसे जानते हैं कि यह सही माप है तो आप ऑस्किलोस्कोप देते हैं 1 किलो हर्ट्ज स्क्वायर तरंग संकेत तो आप उस बटन को आजकल ऑस्किलोस्कोप के पिछले हिस्से में लगाते हैं यह पहले के दिनों में सामने की तरफ था तो आप उस बटन को दबाते हैं जिसमें आपको 1 किलो हर्ट्ज स्क्वायर तरंग मिलती है लेकिन आप मापते हैं कि आप देख सकते हैं कि 1 किलो हर्ट्ज़ और मुझे लगता है कि 1 v चोटी से शिखर तक या कुछ और है तो आप तब जांच सकते हैं कि आपको 1 वोल्ट चोटी से शिखर तक नहीं मिल रहा है तो आप सिर्फ अपने बटन जोड़ें तो कि यह 1 वोल्ट का चोटी से शिखर हो जाता है तो आप देखते हैं कि समय अवधि 1 किलो हर्ट्ज़ 1 मिलीसेकंड की समय अवधि होगी लेकिन यह 1 मिलीसेकंड नहीं हो सकता है तो आप इसे ठीक करते हैं इसे अंशांकन कहा जाता है कि एक ज्ञात चीज़ के साथ आप कुछ मानक समाप्ति के साथ यहाँ ज्ञात चीज़ करते हैं फिर उस से आप व्यवस्थित त्रुटियों का अनुमान लगाते हैं और वास्तविक माप में आप इसे लिए सही करते हैं इसे अंशांकन कहा जाता है अब सदिश त्रुटि सुधार वे हैं यदि आप इस मॉडल को करते हैं 12 त्रुटि सही करते हैं दोनों आयाम और चरण को मापने की क्षमता की आवश्यकता होती है ज्ञात सटीक विद्युत लक्षण वर्णन के साथ अंशांकन मानकों की आवश्यकता होती है तो आप देखते हैं कि सुधार से पहले डेटा यह वक्र v वक्र है लेकिन सुधार त्रुटि सुधार के बाद यह कुछ इस तरह हो सकता है तो ये आवृत्ति प्रतिक्रिया हैऔर ये एक गलत आवृत्ति प्रतिक्रिया है तो आप देखते हैं कि आदर्शत आवृत्ति के साथ वापसी नुकसान यह इस तरह होना चाहिए कि आवृत्ति के साथ न्यूनतम होना चाहिए एक आवृत्ति प्रतिक्रिया होनी चाहिए लेकिन एक विशिष्ट बात यह है कि आप त्रुटि सुधार के साथ इस तरह से प्राप्त करते हैं पूरी बात यह हो जाती है यह नेटवर्क विश्लेषक की सुंदरता है कि यह अंशांकन कर सकता है और इसके द्वारा माप में विभिन्न त्रुटियों को समाप्त कर सकता है बेंच आधारित माप ऐसा नहीं कर सका यह इस एक बात का एक विस्तृत दृष्टिकोण है जो यह कहता है कि आप देखते हैं इसलिए कई चैनल इसलिए कि नेटवर्क विश्लेषक में आम तौर पर 4 प्राप्तकर्ता होते हैं 4 के बजाय कुछ डिज़ाइन हैं इसमें 3 हो सकते हैं तो यह थोड़ा कम सटीक है लेकिन अच्छे नेटवर्क विश्लेषक में आपके पास 4 प्राप्तकर्ता हैं लेकिन 4 प्राप्तकर्ता का अर्थ है 4 माइक्रोवेव प्राप्तकर्ता काफी महंगे हैं इसलिए नेटवर्क एनालाइज़र यही कारण है कि यह एक महंगा उपकरण है नेटवर्क एनालाइज़र एस मापदंडों को काम्प्लेक्स वोल्टेज आयाम के अनुपात के रूप में मापता है इसका मतलब है कि इसके संबंध में एक संदर्भ है कि यह किसी भी समय विभिन्न अनुपातों की गणना करता है आपको यह भी याद है कि मान लीजिए कि कुछ मात्रा मैं सीधे मापता हूं और उसी मात्रा में मैं किसी मानक चीज़ के संबंध में एक अनुपात लेता हूं अब अनुपात माप हमेशा एक बेहतर माप होता है दुर्भाग्य से वोल्टेज के टर्मिनल प्लेन आदि वे नेटवर्क विश्लेषक के अंदर हैं क्योंकि आप देखते हैं कि जब आप एक पोर्ट का विस्तार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से नेटवर्क विश्लेषक अंदर है इसलिए उसकी पोर्ट परिभाषा अलग है जो हम देख रहे हैं वह पोर्ट हमेशा पोर्ट नहीं है इसलिए वह कुछ त्रुटि करता है जो त्रुटि सुधार में सही हो जाता है यह सब नेटवर्क विश्लेषक मूल के बारे में है और आप मूल रूप से क्या कर सकते हैं कि आपके पास दो पोर्ट हैं इसलिए आप अपने उपकरण को उनके बीच जोड़ते हैं और फिर आप उपकरण के अपने एस मापदंडों को दो पोर्ट नेटवर्क के लिए माप सकते हैं एन पोर्ट नेटवर्क के लिए आपको या तो एन पोर्ट नेटवर्क विश्लेषक की आवश्यकता होती है आप 3 4 पोर्ट भी कर सकते हैं और आम तौर पर किसी भी माइक्रोवेव आवृत्ति तक आजकल 550 मेगा हर्ट्ज 550 गीगा हर्ट्ज तक आप विभिन्न नेटवर्क को माप सकते हैं यहां तक कि लोग भी में वर्तमान में 1 टेरा हर्ट्ज नेटवर्क विश्लेषक बनाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें कीससाइट तकनीक कहा जाता है जो कंपनी जापान में है टोक्यो विश्वविद्यालय में उन्होंने एक ऐसा 1 टेरा हर्ट्ज नेटवर्क विश्लेषक बनाया है तो आप देखते हैं कि ये तकनीक 1 टेरा हर्ट्ज तक जा सकती है फिर भी ये एक ही नेटवर्क विश्लेषक एक ही सिद्धांत थे और वे उन नेटवर्क के एस मापदंडों का पता लगाते हैं न केवल गीगा हर्ट्ज में 1000 गीगा हर्ट्ज जो है 1 टेरा हर्ट्ज तो दूसरा उपकरण जो एस मापदंड है जो किसी भी माइक्रोवेव नेटवर्क को चिह्नित करने में मदद करता है और नेटवर्क विश्लेषक उपकरण है जिसके द्वारा आप माप सकते हैं कि इस भाग के साथ निष्कर्ष निकाला गया है तो हमने दो उपकरण देखे हैं पहला उपकरण स्मिथ चार्ट का दूसरा उपकरण था व्याख्यान की इन श्रृंखला में हमने एस मापदंड के रूप में देखा और इसके साथ हम अगले व्याख्यान में इन एस मापदंडों के आधार पर कुछ समस्याओं को देखेंगे और इस सप्ताह के व्याख्यान का समापन करेंगे धन्यवाद